यहाँ विभिन्न एस्टिमॅटिंग मेथड्स है तो अब हम एस्टिमेशन के बारे में देखेंगे तो आइए हम एक प्रकार के वर्गीकरण को देखते हैं जो मौजूदा एस्टिमॅटिंग मेथड्स का एक वर्गीकरण है एस्टिमेशन ऊपर या नीचे ऊपर हो सकता है वे नोर्मल्ली एक्टिविटी बेस्ड और एनालिटिकल होते हैं एस्टिमेशन टेक्निक्स पैरामीट्रिक या एल्गोरिथ्म मॉडल हो सकती है एक उदाहरण के लिए फ़ंक्शन पॉइंट्स है जो हम अगली कक्षा में देखेंगे फिर एक्सपर्ट जजमेंट तकनीक जो की एक्सपर्ट जजमेंट की एक और श्रेणी है यहाँ हम विभिन्न एस्टिमेट्स का अनुमान लगाते हैं प्रारंभिक अनुमान के साथ हम एस्टिमेशन प्रोसीजर शुरू करते हैं फिर इसके नाम के अनुरूप हमें यह देखना होगा कि एक प्रोजेक्ट किस के अनुरूप है यह प्रोजेक्ट एक अन्य मौजूदा प्रोजेक्ट के समान है फिर हम आवश्यक पैरामीटर्स का एस्टिमेट्स लगा सकते हैं ये सामान्य रूप से केस बेस्ड हैं और यह कम्पेरेटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड है और एस्टिमेशन के लिए एक और मेथोडोलोग्य प्राइस टू विन होती है हम प्राइस टू विन के साथ शुरू करते हैं इसे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो भी ग्राहक उस पर खर्च कर सकता है तो इसके अनुसार कॉस्ट या एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट वह कॉस्ट है जो ग्राहक उस पर खर्च कर सकता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी ग्राहक प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकते हैं और यहाँ लाभ यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सकते हैं यह बहुत संभावना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करेंगे और नुकसान यह है कि वे आवश्यक रूप से आवश्यक कार्य को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो क्या काम किया जाएगा कॉस्ट सही ढंग से आवश्यक कार्य को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है इसलिए यहां या तो ग्राहक को देसिरद सिस्टम नहीं मिलेगा या ग्राहक के पास क्या होगा जो ओवरपे कर देगा क्योंकि काम कम है और वह उस काम के संबंध में देसिरद से अधिक भुगतान कर सकता है जो उसे या उस सर्विस से मिल रहा है तो यह एप्रोच बहुत ही अनएथिकल और असहनीय हो सकती है क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि कॉस्ट आवश्यक कार्य की मात्रा को सही ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं तो यह अनुमान लग सकता है कि यह अनएथिकल और असहनीय है हालाँकि जब कार्य की मात्रा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी की कमी है तो यह विधि एकमात्र उपयुक्त स्ट्रेटेजी हो सकती है तो अब देखते हैं कि सबसे एथिकल एप्रोच कौन सा है प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक आउटलाइन प्रपोजल के आधार पर सहमत है और डेवलपमेंट उस कॉस्ट पर निर्भर है इसलिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट सामान्य रूप से होती है यह डेवेलप्मवन्त के आधार पर ग्राहक के बीच सहमति होती है इसलिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट सामान्य रूप से इस डेवलपर और ग्राहक के बीच इस बात पर सहमत होती है कि एक आउटलाइन प्रपोजल के आधार पर क्या विकास उस कॉस्ट से बाधित होता है तो यह कि क्या एथिकल होना चाहिए और एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन पर बातचीत की जा सकती है या सिस्टम विकास के लिए एक विकासवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए किन पैरामीटर्स का अनुमान लगाया जाना है हमें एफर्ट का एस्टिमेशन लगाने की आवश्यकता है या इंदिरेक्ट रूप से कॉस्ट और अवधि है लेकिन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से सीधे एफर्ट या कॉस्ट या अवधि का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है तो हमें क्या करना है एफर्ट और अवधि उन्हें प्रोजेक्ट के आकार के संदर्भ में मापा जा सकता है जो एक इंदिरेक्ट मीट्रिक और एक प्रोजेक्ट का आकार है जिसे हम LOC का उपयोग करके माप सकते हैं जो कि लाइन्स ऑफ़ कोड या FP है जो फंक्शन पॉइंट है हम जानते हैं कि एफर्ट और कॉस्ट दरशण के रूप में सीधे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है हमें एक साइज का उपयोग करना है हाँ हमें एस्टिमेशन लगाने के लिए एफर्ट और दरशण का आकलन करने क लिए प्रोजेक्ट साइज का उपयोग करना होगा इसलिए साइज काम का एक मौलिक उपाय है इसके आधार पर हम एफर्ट और दरशण जैसे अन्य पैरामीटर्स का अनुमान लगा सकते हैं तो यह एस्टिमेटेड साइज ठीक है एस्टिमेटेड साइज के आधार पर दो पैरामीटर्स का अनुमान लगाया जा सकता है वे एफर्ट और दरशण हैं तो इस एफर्ट को आम तौर पर पर्सन मंथ मे मापा जाता है मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्या वह पर्सन मंथ में मापा जाता है पर्सन मंथ को कैसे परिभाषित किया जाता है एक पर्सन मंथ को उस एफर्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे एक व्यक्ति आमतौर पर एक महीने में कर सकता है तो एक पर्सन मंथ का मतलब वह एफर्ट है जिसे एक व्यक्ति आम तौर पर एक महीने में डाल सकता है तो इस तरह से हम इसकी गणना कर सकते हैं हम किस व्यक्ति को पर्सन मंथ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और पर्सन मंथ का उपयोग करके हम एफर्ट को माप सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है हमें साइज की गणना करनी होगी तब हम एफर्ट और डुएराशन की गणना कर सकते हैं तो साइज क्या है यह काम का एक उपाय है जो किया जा रहा है तो प्रोजेक्ट का साइज प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी का एक उपाय है ठीक है प्रोजेक्ट साइज को समस्या की कम्प्लेक्सिटी का एक उपाय माना जा सकता है किस संदर्भ में एफर्ट और प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए आवश्यक समय के संदर्भ में प्रोजेक्ट साइज को मापने के लिए दो मैट्रिक्स पॉपुलर हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि LOC है या एक शब्दों में कह सकते हैं कि सोर्स लाइन्स ऑफ़ कोड या LOC और दूसरा फंक्शन प्वाइंट या FP है तो SLOC कन्सेप्तुअल्ली रूप से सरल है बस कोड की पंक्तियों को काउंट करना है कोड की सोर्स लाइन्स को हमें काउंट करना है जो कन्सेप्तुअल्ली रूप से बहुत सरल है लेकिन आजकल FP है यह एक SLOC के पक्ष में है हम देखेंगे कि SLOC की कई कमियां हैं SLOC की कई कमियों के कारण आजकल लोग FP का उपयोग कर रहे हैं यह LOC का पसंदीदा विकल्प है हम कुछ मिनटों के बाद चर्चा करेंगे कि SLOC की कमियां क्या हैं तो कोड की पंक्तियों का मतलब है कोड की एक पंक्ति क्या है मूल रूप से कोड की इन पंक्तियों को प्रोपोसड किया गया था जब कार्ड के लिए एक लाइन के साथ कार्ड पर प्रोग्राम टाइप किए गए थे इसलिए पहले लोग पंच कार्ड का उपयोग कर रहे थे इसलिए उस समय के दौरान यह कोड की लाइनें प्रोपोसड की थी यह प्रोपोसड किया गया था कि जब कार्ड पर प्रोग्राम टाइप किए गए हों हर कार्ड क लिए एक लाइन का पंच कार्ड हो तो क्या होता है जब जावा में स्टेटमेंट कई लाइन या जहाँ एक पंक्ति में कई कथन हो सकते हैं यह कोड की लाइनों की खामी है तो यह ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था कि कार्ड के लिए केवल एक लाइन दर्ज की जा सकती है यह मीट्रिक मीनिंगफुल था लेकिन जब विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आईं और जावा जैसे कुछ मामलों में यह कथन हैं जावा जो कई पंक्तियों में या एक पंक्ति में आप स्टेटमेंट्स को बढ़ा सकते हैं तब कोड की यह पंक्तियाँ प्रोग्राम साइज को मापने के लिए उपयुक्त मीट्रिक नहीं हो सकती हैं इसलिए इसी तरह के प्रोग्राम्स को सिस्टम के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए तो सिस्टम के हिस्से के रूप में कौन से प्रोग्राम गिना जाएगा उदाहरण के लिए GUI तो यह एक फंक्शनल रेक्विरेमेंट नहीं है लेकिन यह GUI डिजाइन करने क लिए लिखा जाना चाहिए क्या इसे इस सिस्टम के एक भाग के रूप में गिना जाना चाहिए इसी तरह बिल्ट इन क्लासेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में प्रदान की जाती हैं तो क्या उन्हें इस LOC के लायक गिना जा सकता है क्या उन्हें उस सिस्टम के भाग के रूप में गिना जाएगा जिसे आप विकसित करने जा रहे हैं तो ये कुछ सीमाएँ हैं आप कह सकते हैं और यही वजह है कि कोड की लाइनें इन सभी मॉडर्न ऍप्लिकेशन्स के लिए उपयुक्त मीट्रिक नहीं हो सकती हैं प्रारंभ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में केवल कोड लिखना होता है लेकिन अब किसी भी सिस्टम या प्रोजेक्ट को विकसित करते समय कई चीजें संभव होती हैं या कई चीजें होती हैं इसलिए कोड की पंक्तियों में हम LOC जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे जो कोड की पंक्तियों को रेप्रेसेंट्स करता है KLOC कोड की कौन सी किलो लाइन्स ऑफ़ कोड को रेप्रेसेंट्स करती है जिसका मतलब है कि हजारों लाइनें KSLOC का अर्थ है कोड की हजारों source line और NCKLKSLOC का अर्थ है नया या KSLOC परिवर्तन तो कितने लाइन्स ऑफ़ कोड क्या है वे पूरी तरह से नए हैं या उन्हें बदल दिया गया है तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं वे कोड के इस मीट्रिक लाइनों में उपयोग किए जाते हैं तो अब हम कहते हैं कि कुछ चीजें LOC के मामले में काउंटर इन्टुइटीवे हैं प्रोग्रामर जितना अधिक प्रोडक्टिव होता है भाषा का स्तर उतना ही कम होता है जाहिर है तो भाषा का स्तर कम है उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज वगैरह तो उनका साइज क्या होगा यह कम होगा एक प्रोग्रामर के साथ एक इंस्ट्रक्शन में कई चीजें हासिल हो सकती हैं इसलिए यही कारण है कि लैंग्वेज का निचला स्तर अधिक प्रोडक्टिव है प्रोग्रामर केवल कम वाक्यों का उपयोग करके बहुत सी नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह मैंने पहले ही आपको बताया है कि सेम फंक्शनलिटी लौ लेवल लैंग्वेज में लागू करने के लिए अधिक कोड लेती है फिर हाई लेवल लैंग्वेज में यह नहीं है सेम फंक्शनलिटी हाई लेवल लैंग्वेज की तुलना में लौ लेवल लैंग्वेज में लागू करने के लिए अधिक कोड लेती है इसलिए वर्बोस जितनी अधिक होगी प्रोडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी इसलिए यदि अधिक वर्बोस होगी तो अधिक वर्बोस करने वाला प्रोग्रामर हायर प्रोडक्टिविटी देगा कोड की लाइनों के आधार पर प्रोडक्टिविटी के उपाय प्रोग्रामर को सुझाव देते हैं जो वर्बोस कोड लिखते हैं वे प्रोग्रामर की तुलना में अधिक प्रोडक्टिव होते हैं जो सिर्फ कॉम्पैक्ट कोड लिखते हैं क्योंकि वह अधिक उपयोग कर रहा है क्या वह वर्बोस का उपयोग कर रहा है तो इसीलिए कोड की लाइनें अधिक होंगी तो यह कहता है कि कोड की तर्ज पर आधारित प्रोडक्टिविटी को मापने का सुझाव है कि प्रोग्रामर जो वर्बोज़ कोड लिख रहे हैं वे अधिक प्रोडक्टिव हैं और प्रोग्रामर की तुलना में जो कॉम्पैक्ट कोड लिखते हैं तो यह कोड की लाइनों के लिए एक और काउंटर इन्टुइटीवे है अब जल्दी से हम SLOC की कुछ प्रमुख कमियों को देखते है साइज कोडिंग स्टाइल के साथ भिन्न हो सकते हैं इसलिए विभिन्न प्रोग्रामर अलग अलग कोडिंग स्टाइल का पालन कर सकते हैं और यदि कोडिंग स्टाइल अलग है तो आकार अलग होगा इसी तरह LOC यह केवल कोडन एक्टिविटी को केंद्रित करता है कोई अन्य गतिविधि नहीं है क्योंकि आपको सॉफ़्टवेयर को विकसित करते समय आपको रेक्विरेमेंट एनालिसिस करना होगा आपको डिज़ाइन करना पड़ सकता है आपको टेस्ट वगैरह करना पड़ सकता है लेकिन इस LOC के लिए आप कुछ एफर्ट कर रहे हैं रेक्विरेमेंट एनालिसिस के लिए या कोडिंग के लिए या टेस्ट के लिए या डिजाइनिंग के लिए आप कुछ एफर्ट कर रहे हैं लेकिन LOC इस बात पर ध्यान नहीं देता है यह केवल कोडिंग एक्टिविटी पर केंद्रित है यह कोड की क्वालिटी और एफिशिएंसी के साथ बहुत खराब संबंध रखता है तो कोड की क्वालिटी और एफिशिएंसी क्या होगी तो LOC उनके साथ बहुत खराब तरीके से करेलटेस करता है हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को दंडित करता है पुन उपयोग वगैरह यदि आप बहुत हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अस्सेम्ब्ले लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में बहुत ही कम स्टेटमेंट्स के साथ काम किया जा सकता है लेकिन हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसके लिए कुछ और कथनों का उपयोग कर सकते हैं तो यह हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दंडित करता है इसी तरह यदि आप कोड का उपयोग कर रहे हैं यदि आप इस कोड का पुन उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब है आपने एक बार और कोड को विकसित किया है और फिर से आप उपयोग कर रहे हैं तो फिर यह भी पेनलीजेस करेगा इसलिए साइज को सही ढंग से ठीक नहीं किया जा सकता हैयदि आप कोड का पुन उपयोग कर रहे हैं तो ये SLOC की कुछ कमियाँ हैं इसलिए समस्या के वर्णन से प्रोजेक्ट की शुरुआत में अन्य कमियों का अनुमान लगाना मुश्किल है अगर हमें SRS डॉक्यूमेंट की तरह सिर्फ एक समस्या का विवरण दिया जाता है तो यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है की बहुत शुरुआत मे प्रोजेक्ट की साइज क्या है एकमात्र तरीका आप शुरुआत में एक सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं अनुमान लगाने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि अनुमान लगाया जाए और यह प्रोजेक्ट की योजना के लिए उपयोगी नहीं है तो इसीलिए यह LOC प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए बहुत उपयोगी नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसका उपयोग केवल कोड मैसूर के रूप में किया जाता है इसका उपयोग उस एफर्ट को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसे आप अपनी रेक्विरेमेंट एनालिसिस या डिजाइन के दौरान डाल रहे हैं इसे मापने के लिए इसका टेस्टिंग नहीं कि जा सकती है इसी तरह यह प्रोग्रामर पर निर्भर है क्योंकि विभिन्न प्रोग्रामर प्रोग्राम को अलग तरीके से लिखेंगे तो लाइन्स ऑफ़ कोड बहुत भिन्न होते हैं इसलिए यह प्रोग्रामर पर निर्भर है और यह स्ट्रक्चरल या लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी पर विचार नहीं करता है यह केवल लेक्सिकल और टेक्सटुअल कम्प्लेक्सिटी पर ही विचार करता है यह प्रोग्राम की स्ट्रक्चरल या लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी पर विचार नहीं करता है अभी भी LOC के साथ कुछ और कठिनाइयाँ हैं जैसे LOC प्रोग्रामिंग मेथोडोलोजिज़ प्रोग्राम और लैंग्वेजेज और टूल्स में तेजी से बदलाव के कारण अस्पष्ट हो सकती है इसलिए प्रोग्रामिंग मेथोडोलोजिज़ लैंग्वेजेज और टूल्स में परिवर्तन के कारण SLOC अस्पष्ट हो जाती है लैंग्वेजेज की प्रगति देख सकते हैं इसलिए अलग अलग लैंग्वेजेज आ रही हैं और इससे समस्या हो सकती है इससे SLOC का आकलन करते समय अस्पष्टता हो सकती है इसी तरह कई टूल्स वहां हैं जहां आप ऑटोमेटिकली सोर्स कोड उत्पन्न कर सकते हैं तो फिर क्या यह SLOC बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि RSA रैशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं जहां क्लास डायग्राम से आप ऑटोमेटिकली गेनेराते रूप से स्केलेटल कोड उत्पन्न कर सकते हैं तब SLOC ठीक से नहीं हो सकता है कि यह क्या है यह इसको मापने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है कि साइज को मापने के लिए उपयुक्त मीट्रिक नहीं हो सकता है इसी तरह कस्टम सॉफ्टवेयर और रेउसे customsoftware and reuse और पुन उपयोग यदि आप सॉफ़्टवेयर को कस्टमाइज़ कर रहे हैं यदि आप एक अनुकूलित सॉफ़्टवेयर डेवेलोप कर रहे हैं और आप कोड का पुन उपयोग कर रहे हैं तो SLOC अस्पष्ट हो सकता है और इसी तरह नए प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में परिवर्तन जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आस्पेक्ट उन्मुख प्रोग्राम फीचर ओरिएंटेड प्रोग्राम भी SLOC में है SLOC का उपयोग करके आकार का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तो अब हम प्रयास के लिए क्या टेक्निक्स देखते हैं आइए हम पहले से ही इस मूल्य निर्धारण टेक्निक्स को देख चुके हैं फिर हम अन्य टेक्निक्स के बारे में देखेंगे हम पहले एक्सपर्ट जजमेंट बेस टेक्निक्स expert Judgement based techniques देखेंगे यहां हम देखेंगे कि ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक्सपर्ट जजमेंट बेस टेक्निक्स के तहत आ रही हैं जो कि बेसिक एक्सपर्ट जजमेंट है जो कि औसत अनुमान लगाने वाले सर्वसम्मति का आकलन करते हैं और डिलीवरी से पहले हमें बेसिक एक्सपर्ट जजमेंट के बारे में बताते हैं इसलिए यहां यदि आप अनुमान के लिए बेसिक एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं तो यहां क्या हुआ है एक या एक से अधिक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर कॉस्ट का अनुमान लगाते हैं यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एक्सपर्ट के बीच कुछ सहमति नहीं बन जाती इस पद्धति का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह बहुत ही सरल अनुमान है यह एक बहुत ही सरल अनुमान पद्धति है यह सटीक हो सकता है अगर एक्सपर्ट को सिमिलर सिस्टम्स similar systems का प्रत्यक्ष अनुभव है लेकिन अगर एक्सपर्ट के पास उस सिस्टम का अनुभव नहीं है जिसे आप डेवेलोप कर रहे हैं तो अनुमान गलत हो सकता है यह अनुमान बहुत गलत हो सकता है अगर इस तरह का कोई सिस्टम उपलब्ध नहीं है जो आप डेवेलोप कर रहे हैं तो आप एक एवियोनिक्स सिस्टम डेवेलोप कर रहे हैं और ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसके पास एविओनिक्स का ज्ञान हो फिर जाहिर है अनुमान गलत होंगे तो अब हम बेसिक एक्सपर्ट जजमेंट मेथड के इस स्टेप्स के बारे में देखते हैं तो इस मेथड में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक्सपर्ट का एक ग्रुप होगा एक व्यक्ति जो कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा कोऑर्डिनेटर प्रत्येक एक्सपर्ट को एक स्पेसिफिकेशन और एक एस्टिमेशन फॉर्म प्रस्तुत करता है आप किन गतिविधियों को कोआर्डिनेट करेंगे आप कोऑर्डिनेट के सामने प्रत्येक एक्सपर्ट के स्पेसिफिकेशन और एस्टिमेशन को प्रस्तुत करेंगे और कोऑर्डिनेटर मीटिंग के एक ग्रुप को बुलाता है जिसमें एक्सपर्ट कोऑर्डिनेटर और एक दूसरे के साथ एस्टिमेशन के टॉपिक पर चर्चा करते हैं इसलिए कोऑर्डिनेटर उस मीटिंग को बुला सकते हैं जहां एक्सपर्ट उन कोऑर्डिनेटर और अन्य एक्सपर्ट्स के साथ एस्टिमेशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे फिर एक्सपर्ट गुमनाम रूप से फॉर्म भरेंगे तब कोऑर्डिनेटर एस्टिमेशन का सारांश तैयार करता है और वितरित करता है कोऑर्डिनेटर एक सारांश तैयार करता है और फिर वह पुनरावृत्ति के रूप में एस्टिमेशन का सारांश वितरित करता है फिर कोऑर्डिनेटर एक ग्रुप मीटिंग को विशेष रूप से बुलाता है जिसमें एक्सपर्ट द्वारा पॉइंट्स पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जहां उनके एस्टिमेशन व्यापक रूप से भिन्न होते हैं इसलिए यदि यहां मान लिया जाए तो पांच एक्सपर्ट्स और उनके एस्टिमेशन व्यापक रूप से भिन्न हैं तो फिर से कोऑर्डिनेटर एक बैठक बुलाएगा और चर्चा करेगा कि भिन्नता क्यों है क्योंकि प्रोजेक्ट के समान पैरामीटर हैं इसलिए एस्टिमेशन में भिन्नता है उन्होंने चर्चा की फिर एक्सपट्स उन नामों को फिर से गुमनाम रूप से भरेंगे और स्टेप्स 4 और 6 को कई राउंड के लिए पुनरावृत्त किया जाएगा जब तक कि वे एक सर्वसम्मति के जजमेंट तक नहीं पहुंच जाते यह प्रोसेस रीपीट होगी अब हम जानते हैं कि एक एक्सपर्ट क्या है वास्तव में एक एक्सपर्ट एक स्पेशल सिस्टम से फेमिलिअर है और उसके पास एप्लीकेशन अरे के बारे में इनफार्मेशन है जो आप डेवेलोपकर रहे हैं और आप जिन टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं विशेष रूप से यह बहुत उपयुक्त है जहां मौजूदा कोड को मॉडिफाइड किया जाना है और मौजूदा कोड अगर पहले से ही है और आप ुइसे मॉडिफाइड करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप यह एस्टिमेशनलगा रहे हैं इस मामले में बेसिक एक्सपर्ट जजमेंट तकनीक basic expert judgement तकनीक बहुत उपयोगी होगी लेकिन शोध से पता चलता है कि एक्सपर्ट जजमेंट प्रैक्टिस में किसी दूसरी मेथडोलॉजी पर बेस्ड है जिसे अनलॉजी मेथडोलॉजी कहते है तो आइए देखें कि हम इस अनलॉजी मेथडोलॉजी को देखेंगे तो आइए देखते हैं कि बेसिक एक्सपर्ट जजमेंट मेथडबेसिक एक्सपर्ट जजमेंट मेथड किन स्टेप्ससे गुजर सकती है जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है यह एक अनलॉजी मेथडोलॉजी बेस्ड है जिसके स्टेप्स इस प्रकार हैं फिर पहले प्रेजेंट प्रोजेक्ट की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करें फिर पहचानें या प्रीवियस प्रोजेक्ट की समान विशेषताओं को देखें फिर देखें कि क्या अंतर है यदि अंतर है तो पता करें कि क्या प्रेजेंट प्रोजेक्ट और प्रीवियस प्रोजेक्ट कोई अंतर है या नहीं फिर पता करें कि वे क्या कारण हैं जिनके कारण वे डिफरेंट हैं जो मिस्टेक या रिस्क के संभावित कारणों का पता लगाते हैं फिर इस अनिचिचित्ता को कम करने के लिए उपायों को मैजर करें फिर आपको इस अनिश्चितता या रिस्क को कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाने होंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेसिक जजमेंट तकनीक वो मूल जजमेंट तकनीक है जो अनलॉगी द्वारा एस्टिमेशन पर बेस्ड है तो अनलॉजी द्वारा एस्टिमेशनसे आपका क्या अभिप्राय है एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एक ही अनुप्रयोग डोमेन में एक समान प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट की तुलना करके कैलकुलेट किया जाता है तो मान लीजिए आपने एक प्राइवेट आर्गेनाइजेशन अकादमिक इंस्टीटूशन के लिए एक प्रोजेक्ट डेवेलोप किया है और इसके बाद आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आप इसे डेवेलोपकर रहे हैं एक गोवेर्मेंट इंस्टीटूशन के लिए क्या अकादमिक सिस्टम है ये एक जैसे टाइप की एप्लीकेशन है यहाँ आप उन प्रोजेक्ट्स की तुलना कर सकते हैं जो आपने अकादमिक ऑटोनोमस सिस्टम को डेवेलोप करने में खर्च की हैं प्राइवेट आर्गेनाइजेशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रोपोसड है इसका मतलब है गवर्नमेंट उनिवेर्सित्य government university के लिए फिर आप देख सकते हैं कि एस्टिमेशन क्या हो सकता है मन लीजिये थोड़ा भिन्न हो सकता है लेकिन यह उचित रिजल्ट दे सकता है तो यहाँ एक प्रोजेक्ट Project कॉस्ट के लिए प्रोजेक्ट की तुलना समान अनुप्रयोग डोमेन में एक समान प्रोजेक्ट से की जाती है इसलिए एक उदाहरण मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि यदि आपने पहले से ही एक प्राइवेट इंस्टीटूशन के लिए एक प्रोजेक्ट डेवेलोप की है और फिर एक गवर्नमेंट अकादमिक इंस्टीटूशन government academic institution के लिए एक समान प्रोजेक्ट डेवेलोप कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट्स की तुलना कर सकते हैं और तदनुसार अनुमान लगा सकते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए जो आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीटूशन government university or institution को ऑटोमेट करने के लिए कर रहे हैं अब एस्टिमेशन अनलॉगी के फायदे यह है कि यह सटीक हो सकती है यदि एक प्रोजेक्ट का डाटा डेट और पीपल एंड टूल्स एक ही हैं तो यह सटीक हो सकता है यदि प्रोजेक्ट डाटा जो पहले से आपके लिए उपलब्ध हैं औरपीपल एंड टूल्स भी एक ही हैं तो यह फायदे की बात होगी नुकसान यह है कि यह बहुत असंभव है अगर कोई कम्पेटिबल प्रोजेक्ट टैकल नहीं की गई है तो यदि इस प्रकार का समान प्रोजेक्ट पहले से नहीं किया गया हैं तो तब आप प्रेजेंट प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं तो यह नुकसान होगा इसलिए इसे व्यवस्थित रूप से कॉस्ट डेटाबेस की आवश्यकता है इसलिए जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं आपको कुछ डेटाबेस में उनकी विभिन्न कॉस्ट को बनाए रखना होगा तो यह व्यवस्थित रूप से आवश्यक है उनके कॉस्ट डेटाबेस को बनाए रखें ताकि आप भविष्य में उपयोग कर सकें तो अब फिर से हम बेसिक एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक पर वापस जाते हैं कि क्या हैं क्या नुकसान हैं इसे निर्धारित करना बहुत कठिन है इसी तरह विभिन्न फैक्टर्स का डॉक्यूमेंटेशन करना कठिन है जो एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स के ग्रुप द्वारा उपयोग किए जाते हैं एक्सपर्ट्स पक्षपाती हो सकते हैं क्योंकि आखिरकार वे मनुष्य हैं एक्सपर्ट्स पक्षपाती हो सकते हैं वे आशावादी या निराशावादी हो सकते हैं भले ही वे ग्रुप कंसेंसस से कम हो गए हों और एक्सपर्ट जजमेंट मेथड हमेशा अन्य कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड जैसे एल्गोरिथम माठोड का अनुपालन करती है इसलिए हमेशा एक्सपर्ट जजमेंट मेथड यह अन्य ेस्टिमशन पद्धति जैसे एल्गोरिथम माठोड का अनुपालन करता है तो अब हम दूसरा रिसीव रिसीव करेंगे जो वेटेड एवरेज एस्टिमेट्स है यहां वेटेड एवरेज एस्टिमेट्स को एक सेंसिटिव एनालिसिस एस्टिमेशन के रूप में भी जाना जाता है और यहां तीन एस्टिमेशन केवल एक के बजाय प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि यदि आप एक पर जा रहे हैं तो यह हो सकता है कि यह पूरी तरह से सही न हो तो एक के बजाय तीन एस्टिमेशन प्राप्त किए जाते हैं तो एक सबसे अच्छा केस है या ऑप्टिमिस्टिक केस है वो O है जो सबसे खराब केस है निराशावादी केस या सबसे अधिक संभावना वाला केस है वो Pहै जो माध्य सबसे ज्यादा केस है वो हम M लेते हैं और अब यह तुलना में अधिक एक्यूरेट एस्टीमेट प्रदान करता है जब हम केवल एक एस्टीमेट पर विचार कर रहे हैं तो फिर इनका उपयोग एस्टीमेट बनाने के लिए एक फार्मूला में किया जाता है तो वह फार्मूला है एस्टिमेटेड एफर्ट O 4M P 6 तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे की सबसे बेस्ट केस वर्स्ट कसे एंड मध्यम केस कौन सा है उसके बाद हम एस्टिमेशन एफ्फोर्ट्स निकालेंग यह वही है जिसमें नाम का एवरेज एस्टिमेशन लगाया गया है दूसरी मेथड है कंसेंसस एस्टिमेशन यहां कंसेंसस एस्टिमेशन सेशन आयोजित करने के स्टेप्स इस तरह से हैं कि पहले आपको एक ब्रीफिंग करनी है जो प्रोजेक्ट पर एस्टिमेशन लगाने वाली टीम को प्रदान की जाती है फिर प्रत्येक व्यक्ति को एस्टिमेशन लगाने के लिए वर्क कॉम्पोनेन्ट की एक लिस्ट प्रदान की जाती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वर्क कॉम्पोनेन्ट की एक लिस्ट प्रदान करेगा उन्हें एस्टिमेशन लगाना होगा फिर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रत्येक वर्क कॉम्पोनेन्ट के लिए ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू मॉसटी लिकेल्य वैल्यू और पसिमिस्टिक वैल्यू का एस्टिमेशन optimistic value most likely value or pessimistic value ka estimation लगाता है फिर एस्टिमेशन को व्हाइटबोर्ड पर लिखा जाता है और फिर प्रत्येक व्यक्ति उसके बेस और आसुमप्टीओं पर चर्चा करता है जिनके बेस पर उन्होंने एस्टिमेशन तैयार किए हैं और अंत में कुछ सुझाव आ सकते हैं फिर एस्टिमेशन का एक रिवाइज्ड सेट रिवाइज्ड set तैयार किया जाता है फिर हमें क्या लेना है हम आपसे एस्टिमेशन का एक रिवाइज्ड सेट रिवाइज्ड set प्राप्त कर रहे हैं जो आपके पास average है जो आपको O M और P वैल्यू का एवरेज देता है आपको ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू के लिए एवरेज लेना होगा और फिर पेसिमिस्टिक वैल्यू के लिए और फिर मोस्ट लिकेल्य वैल्यू क लिए है इनकी गणना की जाती है और अंत में इन वैल्यू का उपयोग उपरोक्त फार्मूला में किया जाता है जिसे हमने देखा है तो इस तरह से आम सहमति का पालन किया जाता है और अगला डेल्फी एस्टिमेशन डेल्फी Estimation है इसलिए यह आम सहमति एस्टिमेशन तकनीक का एक रूप है यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह कंसेंसस एस्टिमेशन का एक रूप है यहाँ experts की एक टीम भी होगी और एक्सपर्ट्सके बीच कोऑर्डिनेट के लिए उनका कोऑर्डिनेटरवहाँ होगा एक्सपर्ट्स एस्टिमेशन को स्वतंत्र रूप से ठीक कर सकते हैं जेनेरल एक्सपर्ट्स वे एस्टिमेशन को स्वतंत्र रूप से करेंगे वे अपने ेसशमशन के पीछे की औचित्य का उल्लेख करेंगे कि औचित्य क्या है उन्होंने क्या धारणा ली है वे उस पत्र में भी उल्लेख करेंगे तो कोऑर्डिनेटर किसी भी असाधारण या औचित्य को नोट करता है यदि किसी एक्सपर्ट्स ने लिया है तो वह कोऑर्डिनेटर को किरकुलते करता है या अन्य एक्सपर्ट्स के बीच एस्टिमेशन को किरकुलते करता है दूसरे एक्सपर्ट्स से क्या एस्टिमेशन प्राप्त करने के बाद प्रत्येक एक्सपर्ट्स अपने कॉस्ट का फिर से एस्टिमेशन लगाते हैं लेकिन यहाँ एक्सपर्ट्स जुडजेमेंट में एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं या हाँ एक्सपर्ट्स जुडजेमेंट में उन एक्सपर्ट्स को प्रशिक्षित करते हैं जो वे एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन यहाँ डेल्फी एस्टिमेशन में cordinator सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह अन्य एक्सपर्ट्स के बीच दूसरों के बीच घूमेंगे एक्सपर्ट्स अपने दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं तो डेल्फी का मतलब है डेल्फी दो या अधिक राउंड में एक एक्सपर्ट का सर्वे है इसलिए दूसरे दौर से शुरू होने वाला पहला दौर खत्म हो गया है पहले दौर के दूसरे दौर से शुरू होने के बाद एक प्रतिक्रिया पिछले दौरों के रिजल्ट के बारे में दी गई है फिर वही एक्सपर्ट्स जो उन्हीं मामलों का एस्टिमेशन करता है जो एक बार की राय से अधिक प्रभावित होते हैं अन्य experts वह अन्य एक्सपर्ट्स के सुझावों या राय को ध्यान में रखता है और फिर वह एक ही मामलों का एक बार फिर से एस्टिमेशन करता है वह फिर से उसी पैरामीटर का पुनर्मूल्यांकन करता है तो यहाँ महत्वपूर्ण गुमनामी है प्रस्तुत करता है फिर कोऑर्डिनेटर एक ग्रुप मीटिंग बुलाता है जिसमें वो एक्सपर्ट से कोऑर्डिनेट और एक दूसरे के साथ एस्टिमॅटिन के टॉपिक पर चर्चा करते हैं और फिर एक्सपर्टसे वे फॉर्मभरवाते हैं गुमनाम रूप से और कोऑर्डिनेटर एक िटेरटीओं फॉर्म पर एस्टिमेशन का सारांश तैयार करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है और कोऑर्डिनेटर एकग्रुप मीटिंग में एक्सप्लेन करता है जहां एस्टिमेशन व्यापक रूप से डिफरेंट होता है और एक्सपर्ट फिर से गुमनाम रूप से फॉर्म भरते हैं और स्टेप्स 4 और ६ बहुत राउंड के लिए इट्रेटे होते हैं इसलिए अंत में हमने प्राइस पर चर्चा की है हमने पहले एस्टिमेशन लगाने के तरीके को जीतने के लिए इस प्राइसकी एक method पर चर्चा की है फिर हमने प्रेजेंट किया है कि LOC या SLOCका उपयोग करके साइज का एस्टिमेशनकैसे लगाया जाए साथ ही एक्सपर्ट जजमेंट बेस एस्टिमेशन टेक्निक्स पर चर्चा की तो वेटेड एस्टिमेशन वेइट्स एस्टिमेशन ने एवरेज एस्टिमेशन कंसेंसस एस्टिमेशन और डेल्फी को एक्सप्लेन किया हमने अनलॉय बेस्ड एस्टिमेशन की भी व्याख्या की है तो ये रेफ़्रेन्स हैं जो हमने लिया है धन्यवाद्